छात्रों का स्वागत है तो अब हम प्रबंधन लेखांकन की एक अगली तकनीक की ओर बढ़ने जा रहे हैं जो बेहतर प्रबंधन निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाता है और इस तकनीक में हम उत्पादन की कुल लागत की गणना करना सीखेंगे उत्पादन के कुल लागत की सही गणना उत्पादन की लागत की सटीक गणना और फिर दैनिक निर्णय लेने में उस सूचना का उयोग करना सीखेंगे इसलिए आपको इसके बारे में अवश्य ज्ञात होगा कि जब आप उत्पादन लागत की गणना करने के बारे में बात करते हैं तब हमने शुरू किया थाजब हमने यह चर्चा इस विषय प्रबंधन लेखांकन पर शुरू किया था तब पहला अध्याय जिसपर मैंने आपके साथ चर्चा की थी वह लागत पत्र या लागत विवरण था इसलिए लागत पत्रक या लागत विवरण में हमने सीखा कि उत्पादन की कुल लागत की गणना कैसे करते हैं सबसे ऊपर हमने तीन प्रत्यक्ष व्ययों सामग्री श्रम और ऊपरी व्यय को रखा और फिर हमने मुख्य लागत की गणना की इसके पश्चात हम निचली भाग की ओर बढ़े और फिर हमने वहां संयंत्र लागत की गणना की फिर उत्पादन लागत की विक्रय लागत की और फिर विक्रय मूल्य की और अंतर का घटाव हमारा मार्जिन या लाभ था इसलिए यह लागत पत्रक या उत्पादन के कुल लागत की गणना करने का एक तरीका है और इस लागत पत्रक को प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग तैयार किया जाना है लेकिन उस लागत पत्रक में क्या समस्या थी उदाहरण के लिए यदि आप एकाधिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं यानी अगर आप सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं तब तो कोई समस्या नहीं है यह लागत पत्रक एकदम ठीक है बढ़िया है उत्पादन की कुल लागत की गणना करने के लिए यह लागत विवरण एकदम ठीक हैलेकिन अगर आप एक से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं शायद दो या तीन या शायद कुछ ऐसा ही मोटे तौर पर कहे कि यदि आप दो से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और उन उत्पादों की मात्रा भी अलग अलग है तब शायद समस्या है जैसे आप चार अलग अलग रंग के कलमों का निर्माण कर रहे हैं जैसे काला और नीला इन दोनों का उत्पादन सबसे ज्यादा है काले का उत्पादन 40000 इकाइयां हैं नीले का उत्पादन 50000 इकाइयां है और लाल और बैंगनी दो रंग और हैं जिनका हम उत्पादन कर रहे हैं लेकिन इनका उत्पादन क्रमशः 5000 और 5000 इकाइयां हैं यानी इसका मतलब है कि हम कलमों की कुल संख्या का जो उत्पादन कर रहे हैं वह करीब होगा 40000 40000 काली कलम फिर 50000 50000 नीली कलम और फिर यह 5000 है और यह फिर से 5000 है यह लाल हैयह बैगनी है और यह नीला है हम अपनी कंपनी में अपने संयंत्र में जो कुल कलमों का निर्माण कर रहे हैं वह एक लाख है सही है अब इस एक लाख कलम या एक सौ हजार कलमों के उत्पादन की कुल लागत की गणना करनी है यानी अब हमें एक लाख के उत्पादन के कुल लागत की गणना करनी है और जब आप उत्पादन की कुल लागत के बारे में बात करते हैं तो आप जानते होंगे या आप स्पष्ट होंगे कि हमारे पास दो प्रकार की लागतें होती हैं एक परिवर्तनशील लागत है और दूसरी स्थिर लागत है और यदि आप प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत के बीच अंतर संबंध को देखते हैं तो प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत और प्रति इकाई निश्चित लागत यानी कि अगर आप 40000 काली कलमों का निर्माण कर रहे हैं तब आपको इसी संख्या के मुताबिक कच्चा माल चाहिए यदि आप 50 हजार कलमों का निर्माण कर रहे हैं तब आपको इसी के अनुसार कच्चा माल चाहिए यदि आप 5000 लाल कलमों का निर्माण कर रहे हैं तब आपको इसी अनुसार कच्चा माल चाहिए और बैगनी कलम के मामले में भी आपको इसके उत्पादन की मात्रा यानी 5000 कलमों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी इसका मतलब है कि प्रति इकाई लागत यानी प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तब प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत भी बढ़ती है क्योंकि यह लागत आनुपातिक रूप से बढ़ती है सामग्री लागत श्रम लागत और उपरिव्यय लागत जो प्रत्यक्ष लागतें हैं ऊपर चली जाती है ठीक है तदनुसार आप सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तदनुसार आप श्रम का उपयोग कर रहे हैं और तदनुसार आप उपरिव्यय का उपयोग कर रहे हैं लेकिन स्थिर लागत निश्चित बनी रहती है वह निर्धारित रहती है वह नहीं बदलती है इसका मतलब है कि जब भी आप एक निर्माण इकाई स्थापित करना चाहते हैं तब आपको शुरू में ही विस्तृत परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करते समय ही यह तय कर लेना होगा कि संयंत्र की न्यूनतम क्षमता कितनी होगी या बाजार में उपलब्ध संयंत्र की क्षमता कितनी होगी या बाजार में उपलब्ध न्यूनतम क्षमता का संयंत्र क्या होगा फिर आप इसे बिक्री के पूर्वानुमान के साथ मिलाएंगे जो हमने लगाया है और हमने उस अधिकतम मात्रा का पूर्वानुमान लगाया है जिसे हम बाजार में बेच सकते हैं यानी बाजार में हम जितनी इकाइयों को बेच सकते हैं जैसे कहिए कि 5000 कुल बाजार 50000 इकाइयों का है लेकिन हम अधिकतम 10 बाजार हिस्सेदारी ही प्राप्त कर सकते हैं अतः हम 5000 इकाइयां बना और बेच सकते हैं इससे अधिक नहीं ठीक है तो 5000 इकाइयां और यही हमारी विनिर्माण क्षमता भी है क्योंकि फर्म की यह विक्रय क्षमता बाजार में एक नया खंड होगी आप एक नए उत्पाद को प्रस्तुत करने के बारे में बात कर रहे हैं और आप अन्य सभी चीजों और एक नए उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं अब बाजार में जो संयंत्र उपलब्ध है उस सयंत्र की न्यूनतम क्षमता 10000 इकाइयो के निर्माण की हैं आप इससे कम क्षमता का संयंत्र नहीं लगा सकते हैं जबकि वर्तमान में अपने उत्पाद के बाजार माँग का हमने जो पूर्वानुमान लगाया है वह 5000 इकाइयों का है लेकिन आने वाले समय में यह मांग बढ़ेगी और हम बाजार के नए हिस्सों में प्रवेश करेंगे अतः आने वाले समय में हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करेंगे यानी 10000 इकाइयों की निर्माण क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा जब पूरा संयंत्र ₹50000 में उपलब्ध है या कहिए कि संयंत्र की कुल लागत ₹50000 है और वर्तमान में हम कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं हम 10000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तब प्रति इकाई लागत क्या होगी प्रति इकाई लागत ₹5 होगी लेकिन अगर आप इस क्षमता का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा आप केवल 5000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रति इकाई लागत ऊपर चली जाएगी यह बढ जाएगी और ₹10 होगी अतः प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत की तुलना में प्रति इकाई स्थिर लागत का स्वभाव प्रतिपानुपाती होता है परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ सहसंबंध रखती है और एक ही दिशा में बदलती है यह उत्पादन की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती है उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ती है तो प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत भी अधिक होती है अर्थात कुल लागत भी अधिक होती है और प्रति इकाई लागत भी अधिक होती है लेकिन स्थिर लागत अपरिवर्तनीय बनी रहती है अगर उत्पादन की मात्रा मान ले की x है तो वह विशेष लागत जिसकी हम यहां गणना कर रहे हैं उदाहरण के लिए वह ₹5 है 50000 लागत और 10000 उत्पादन की मात्रा है जो इस संयंत्र में उत्पादित की जा सकती है इसलिए प्रति इकाई लागत ₹5 है लेकिन इकाइयों की वह संख्या या मात्रा जो हम बाजार में बेचने जा रहे हैं या जो हम बाजार में बेचने की क्षमता रखते हैं वह केवल 5000 इकाइयां हैं यानी हम संयंत्र की क्षमता का केवल 50 ही उपयोग कर रहे हैं प्रति इकाई लागत ऊपर चली जाएगी यानी बढ़ जाएगी अतः स्थिर लागत का प्रति इकाई लागत से प्रतिपानुपाती संबंध होता है इसका मतलब है कि स्थिर लागत यानी प्रति इकाई स्थिर लागत का उत्पादन से उल्टा संबंध होता है उत्पादन का स्तर जैसे बढ़ता है प्रति इकाई स्थिर लागत वैसे ही कम होती चली जाती है और उत्पादन का स्तर जैसे घटता जाता है प्रति इकाई स्थिर लागत वैसे ही बढ़ती चली जाती है परिवर्तनीय लागत के मामले में इसके विपरीत होता है परिवर्तनीय लागत बाजार में विक्रय की मात्रा के अनुसार बढ़ती है यह उत्पादन की मात्रा या बाजार में बिक्री की मात्रा बढ़ने पर तदनुसार ऊपर बढ़ती है तो इस स्थिति में आप लागत की गणना के बारे में बात करते हैं जब आप लागत की गणना के बारे में बात करते हैं तब इसका अर्थ है कि आप यहां क्या कर रहे हैं हम यहां 4 उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं 40000 50000 5000 और फिर 5000 इकाइयां और इन का कुल योग 100000 इकाइयां होता है यहां आपकी कुल स्थिर लागत कितनी होती है उदाहरण के लिए हमने यहां पहले ही स्थिर लागत की गणना की है और वह ₹50000 होती है और हम कितनी इकाइयों का निर्माण करने जा रहे हैं यानी यह 05 रुपए होता है यानी उत्पादन की लागत 05 रुपए होने जा रही है तो इस मामले में जहां 50 पैसे होता है प्रति इकाई स्थिर लागत 50पैसे आती है हम एक लाख इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं और कुल स्थिर लागत ₹50000 होती है अतः आप ₹50000 को 100000 इकाइयों से विभाजित कर रहे हैं इसलिए प्रति इकाई स्थिर लागत ₹05 यानी 50 पैसे प्रति इकाई होती है लेकिन अब हम क्या करें लागत पत्रक बनाते समय और उत्पादन की कुल लागत की गणना करते समय हम वहां क्या करते हैं चार अलग अलग लागत पत्रक तैयार करते समय हम केवल प्रति इकाई लागत की गणना करते हैं उदाहरण के लिए जब आप 50000 कलमों के लिए लागत पत्रक तैयार कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे आप उस 50000 को प्रति इकाई स्थिर लागत 05 रुपए यानी 50 पैसे से गुणा करेंगे तो यह कुछ राशि आएगी यह कुछ राशि होगी ठीक है जब आप 40000 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तब आप इसे 50 पैसे से गुणा करेंगे और फिर कुछ राशि प्राप्त होगी इसके पश्चात आप 5000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं जिसे आप फिर से 50 पैसे से गुणा करेंगे और फिर कुछ राशि प्राप्त होगी और एक बार फिर से चौथे उत्पाद के लिए भी आप 50 पैसे से गुणा करेंगे और कुछ राशि यानी कुल लागत प्राप्त करेंगे इसका अर्थ है कि लागत 50 पैसे है आप 50 पैसे से अपने कुल उत्पादन को गुणा करते हैं और कुल लागत ज्ञात करते हैं यह प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है यह एक बहुत बहुत ज्यादा ही दोषपूर्ण प्रणाली है यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप यह कह रहे हैं कि मेरा कुल उत्पादन 100000 इकाइयों का है मेरी कुल स्थिर लागत ₹50000 है और प्रति इकाई स्थिर लागत 50 पैसे है इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है मैं आसानी से यानी चार अलग अलग उत्पादों ए बी सी और डी के लिए अलग अलग लागत पत्रक तैयार करते समय हमें उनकी उत्पादित मात्रा का पता है हमें उनके प्रति इकाई स्थिर लागत का पता है तो हम उनकी उत्पादित मात्रा से प्रति इकाई स्थिर लागत को गुणा करके कुल लागत ज्ञात कर लेंगे हम जो उत्पादन करने जा रहे उसे प्रति इकाई स्थिर लागत से गुणा करके कुल लागत ज्ञात कर लेंगे तो इस तरह से हम कुल लागत निकालेंगे और यही तरीका है कुल लागत ज्ञात करने का लेकिन यह एक दोषपूर्ण प्रणाली है यह कैसे दोषपूर्ण है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रति इकाई स्थिर लागत का संबंध यानी प्रति इकाई स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ उल्टा संबंध रखती है इसका उत्पादन की मात्रा के साथ प्रतिपानूपाती सम्वन्ध होता है जब उत्पादन की मात्रा बढ़ती है तब प्रति इकाई स्थिर लागत घटती है और जब उत्पादन की मात्रा घटती है तब प्रति स्काई स्थिर लागत बढ़ जाती है तो इस मामले में यह अंतर बहुत ज्यादा है यहां मात्रा का अंतर बहुत ज्यादा है यहां मात्रा का अंतर कितना है पहले यह कुल उत्पादन का 50 है फिर कुल उत्पादन का 40 है और फिर कुल उत्पादन का 5 और अंत में कुल उत्पादन का फिर से 5 है अतः जब यहां ऐसी स्थिति है जब इस मामले में यहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि प्रति इकाई स्थिर लागत हमेशा वही रहेगी कुल उत्पादन के 50 के लिए भी पचास पैसे प्रति इकाई है यह कुल उत्पादन के 40 के लिए भी पचास पैसे प्रति इकाई है और यह कुल उत्पादन के 5 के लिए भी पचास पैसे प्रति इकाई है एक तरफ आप 50000 का उत्पादन कर रहे हैं यानी एक ही उत्पाद आपके कुल उत्पादन का आधा होता है और आप कह रहे हैं कि प्रति इकाई स्थिर लागत 50 पैसे है और आप इस 50000 को 50 पैसे से गुणा करते हैं और कहते हैं कि कुल स्थिर लागत 25000 है फिर 40000 है ठीक है लेकिन यह 40000 कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन यह पांच या 5000 एक बहुत बड़ी समस्या है अर्थात यह संभव हो सकता है कि कुछ ऐसी स्थिर लागत है जो आप उन चार इकाइयों के उत्पादन के लिए वहन कर रहे हैं और जो उत्पादन कम होने पर कम होती हैं उदाहरण के लिए हम चार कलमों काली कलम नीली कलम लाल कलम और बैंगनी कलम का निर्माण कर रहे हैं जब आप नीली कलमों का उत्पादन कर रहे हैं और अचानक से काली कलम का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं तब इसका मतलब है कि व्यवस्था में बदलाव करने के लिए बर्तनों की उचित साफ़ सफ़ाई की आवश्यकता नहीं है और कभी भी स्याही बनाई जा सकती है क्योंकि काली और नीली स्याही में बहुत ज्यादा गंभीर अंतर नहीं होता है लेकिन जब आप काले कलम के उत्पादन से लाल कलम के उत्पादन की ओर बढ़ते हैं या काले कलम के उत्पादन से बैगनी कलम के उत्पादन की ओर बढ़ते हैं तब आपको कुछ अतिरिक्त लागत का वहन करना पड़ता है क्योंकि इसके लिए आपको व्यवस्था में बदलाव करना होता है जैसे उन बर्तनों की साफ सफाई जिसमें स्याही बनाई जाती है और यह ज्यादा समय लेगा ज्यादा लागत लेगा और ज्यादा निवेश लेगा इसलिए ऐसा संभव है कि कुछ अतिरिक्त समय कुछ अतिरिक्त लागत का हम उपभोग कर रहे हैं और जब स्थिर लागत बहुत ज्यादा और उत्पादित मात्रा कम होती है तब प्रति इकाई स्थिर लागत बहुत ज्यादा होगी अतः सबसे प्रमुख अंतर या लागत पत्रक की सबसे मुख्य कमजोरी या लागत विवरण की सबसे मुख्य सीमा यह है कि यह उत्पादन की मात्रा के हिसाब से स्थिर लागत में विभेद नहीं करता है जब आप एक उत्पाद को अपने कुल उत्पादन का सिर्फ 5 रखते हैं तब भी आप प्रति इकाई स्थिर लागत वही लेते हैं और जब आप एक उत्पाद को अपने कुल उत्पादन का 50 रखते हैं तब भी आप प्रति इकाई स्थिर लागत वही लेते हैं यहां इसमें यही दोष है तब हमें यह करना है कि अब हमें यह ज्ञात करना होगा कि अगर आप 50000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं ठीक हैं और 40000 इकाइयों का तब सिर्फ इस वजह से कि यह 40000 और 50 हजार है यानी 90000 तब सिर्फ इसकी वजह से कि आप 90000 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं आपकी कुल स्थिर लागत घटकर पचास पैसे प्रति इकाई हो गई है उदाहरण के लिए अगर आप इन 90000 इकाइयों को हटा दें तब आप कितनी इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं यह जोड़ यह कुल मिलाकर 10000 इकाइयां होता है और अब कुल स्थिर लागत कितनी होती है कुल स्थिर लागत ₹50000 है फिर आप इसे 10000 से विभाजित करते हैं और तब प्रति इकाई स्थिर लागत कितनी आती है यहां प्रति इकाई स्थिर लागत ₹5 आती है यानी प्रति इकाई स्थिर लागत 50 पैसे से बढ़कर ₹5 प्रति इकाई हो गई है और फिर आप इस लागत को काले कलम की लागत माफ कीजिएगा लाल और बैगनी कलमों की लागत में जोड़ते हैं और फिर आप देखिए कि यहां लागत कितनी होती है अतः यह यहां कम हो गया है यह 90000 इकाइयों के कारण कम हो गया है आप यहां दो उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और ये 90000 इकाइयां है और फिर कुल उत्पादन का 10 यानी 10000 इकाइयां है आप बाकी अन्य उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जो सिर्फ 10000 इकाइयां हैं तो इस मामले में हमें इसी दोष को दूर करना है और हमें इस दोष को दूर करना है ताकि उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर प्रति इकाई स्थित लागत कम आए और उत्पादन की मात्रा कम होने पर प्रति इकाई स्थिर लागत बढ़ जाए क्योंकि यही मानक प्राकृतिक संबंध है कुल उत्पादन और प्रति इकाई स्थिर लागत में और ऐसा करने के लिए आपको लागत पत्रक की आवश्यकता नहीं होगी आपको उत्पादन लागत की गणना करने के लिए लागत विवरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि कुछ और की एवं इस कुछ और को गतिविधि आधारित लागत कहते हैं इस कुछ और को गतिविधि आधारित लागत कहा जाता हैं अतः अब आने वाली कुछ अगली कक्षाओं में हम लागत प्रबंधन प्रणाली और गतिविधि आधारित लागत के बारे में सीखेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि लागत पत्रक में कई कमियां थी और सबसे प्रमुख कमी जो सामने आई और आपने देखा कि आप कह रहे थे कि 50000 इकाइयों के लिए भी आपकी प्रति इकाई स्थिर लागत 50 पैसे है और 5000 इकाइयों के उत्पादन पर भी प्रति इकाई स्थिर लागत पचास पैसे है तो आप यहां इस लागत पत्रक में ऐसा कर रहे थे लेकिन जब उत्पादन की मात्रा 50000 इकाइयां है तब प्रति इकाई स्थिर लागत कम आनी चाहिए 5000 इकाइयों के मुकाबले और 5000 इकाइयों के लिए प्रति इकाई स्थिर लागत बहुत ज्यादा होगी अतः अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं यानी आप सीधे सीधे कुल स्थिर लागत को उत्पादन की कुल मात्रा यानी इकाइयों से विभाजित करके आप प्रति इकाई स्थिर लागत निकाल रहे हैं आप यहां इस मामले में क्या कर रहे हैं आप की लागत अलग अलग मामलों में अलग अलग आनी चाहिए थी क्योंकि उत्पादन की मात्रा अलग अलग है इस मामले में उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए प्रति इकाई स्थिर लागत कम आनी चाहिए थी और इस मामले में उत्पादन की मात्रा ज्यादा नहीं है इसीलिए प्रति इकाई स्थिर लागत अलग आनी चाहिए थी इसलिए अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रति इकाई स्थिर लागत और उत्पादन की मात्रा को सीधे सीधे गुणा कर दे रहे हैं तब आप दो समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं पहली समस्या न्यून लागत की है और दूसरी समस्या अधिक लागत की है उत्पाद के न्यून लागत की और उत्पाद के अधिक लागत की उत्पाद की अधिक लागत से तात्पर्य है 50000 इकाइयों की लागत आप अधिक निकाल रहे हैं और 5000 इकाइयों की लागत भी पचास पैसे प्रति इकाई आ रही है जो कि एक दोषपूर्ण प्रणाली है इसलिए जब आप 50000 इकाइयों के लिए लागत जोड़ रहे हैं जो कि 50 पैसे हैं तब इसका अर्थ है कि दोनों उत्पाद यानी काली और नीली कलमों के लिए अधिक लागत का अनुमान लगाया गया है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कलमों की लागत उतनी नहीं है इनकी स्थिर लागत उतनी नहीं आएगी क्योंकि अगर आप सिर्फ 50000 काली कलम और 40000 नीली कलमों का उत्पादन करते तब आपकी प्रति इकाई स्थिर लागत निश्चित रूप से कम आती अतिरिक्त स्थिर लागत सिर्फ इसलिए जोड़ दी गई है क्योंकि आप दो अलग अलग विशेष कलमों लाल और बैंगनी कलमों का भी उत्पादन कर रहे हैं इसलिए शायद हमें कुछ अतिरिक्त लागत वहन करना पड़ा है इसलिए हमें यहां यह करना है कि अधि मूल्य की समस्या को दूर करना है और उत्पाद की अधि लागत और न्यून लागत की समस्या को दूर करना है क्योंकि अगर यह अधिक लागत वाली होगी अधिक मूल्य वाला उत्पाद होगा तब क्या होगा जब आप मूल्य निर्धारित करेंगे तब आप लागत और मार्ज़ीन जोड़ेंगे आप यहां अपना मार्जिन जोड़ेंगे आप यहाँ अपना लाभ जोड़ेंगे और तब यह मूल्य होगा ठीक है इसलिए अगर आप लागत की इस पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं तब आप यानी आप सीधे सीधे उत्पादन की कुल मात्रा को यानि किसी एक उत्पाद की उत्पादन की कुल मात्रा को प्रति इकाई लागत से गुणा कर रहे हैं यानी आप क्या कर रहे हैं ऐसा संभव है कि प्रति कलम आप की लागत ₹10 तक आ जाए आप इसमें फिर अपना मार्जिन जोड़ेंगे यानी प्रति कलम आपका विक्रय मूल्य ₹12 आ जाएगा लेकिन अगर आप इस प्रणाली को ही बदल दें और प्रति इकाई स्थिर लागत की निश्चित गणना करें तब यह संभव है कि स्थिर लागत काफी कम होगा और इन कलमों को ₹9 पर उत्पादित करना संभव होगा और फिर दो रूपया मार्जिन होगा और विक्रय मूल्य घटकर ₹11 हो जाएगा यहां तक कि अगर आप कीमत घटाकर ₹11 नहीं करते हैं जो कि आप कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप कीमत को ₹12 प्रति कलम ही रख सकते हैं तब क्या होगा अगर आप इसकी कीमत घटाकर ₹11 कर देंगे तब आपका मार्जिन आप का कीमत और आप का लाभ ऊपर चला जाएगा क्योंकि जब आपकी कीमत नीचे चली जाएगी तब बाकी अन्य ऐसा नहीं कर पाएंगे अतः हमारी कीमत कम हो गई है इसका अर्थ है कि हम अब बाजार के एक बड़े हिस्से को हड़पने में सक्षम है और दूसरा मामला यह है कि अगर हम कीमत कम नहीं करते हैं तब फर्म की लाभप्रदता में एक रुपए की वृद्धि होगी और इस तरह से हम एक समस्या को दूर कर रहे हैं गतिविधि आधारित लागत की सहायता से हम जिस दूसरी समस्या का समाधान कर रहे हैं वह न्यून लागत की है ऐसा संभव है कि लाल कलम की प्रति इकाई स्थिर लागत 50 पैसा न हो करके ₹4 है इसलिए अगर आप इसे ध्यान में नहीं रखते हैं तो कुल लागत ₹8 योग ₹4 यानी ₹12 प्रति कलम हो सकती है और अब इसमें मार्जिन जोड़ने के बाद यह लागत ₹14 होगी लेकिन हम इस कलम को ₹12 में बेच रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं हम इस कलम की कम लागत लगा रहे हैं और इसकी अधिक लागत लगा रहे हैं अतः एक जगह न्यून लागत और एक जगह अधिक लागत की समस्या है ₹9 की जगह हम लागत ₹10 लगा रहे हैं अर्थात एक मामले में आप लागत को दो रुपए बढ़ा रहे हैं और दूसरे मामले में आप लागत को ₹2 कम कर रहे हैं जब आप की लागत प्रणाली ही दोषपूर्ण है जब आपका लागत पत्रक ही दोषपूर्ण है जब आपका लागत विवरण ही दोषपूर्ण है तब आपके उत्पाद का मूल्य कैसे सही हो सकता है चुकी लागत ही मूल्य का आधार होती है इसलिए हमें उत्पादन लागत की सटीक गणना करनी होगी और यहां हम गतिविधि आधारित लागत प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि अवशोषण लागत प्रणाली असफल है यहां यह बिल्कुल बेकार है इसलिए हमें अवशोषण लागत प्रणाली को गतिविधि आधारित लागत प्रणाली से बदलना होगा और गतिविधि आधारित लागत प्रणाली में क्या होता है हम किसी संगठन में होने वाले विभिन्न गतिविधियों की पहचान करते हैं और कुल गतिविधियां जो वहां होती हैं उसे आप कुल निर्धारित गतिविधियां कह सकते हैं जो स्थिर लागत का कारण होती है किसी भी संगठन में कुल गतिविधियां मैं उनकी संख्या का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा हूं एक से 50 हो सकती हैं एक से 50 गतिविधियां हम कुल गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे हैं सामग्री की खरीद फिर सामग्री को स्टोर में ले जानाफिर स्टोर से पहली उत्पादन प्रक्रिया के लिए सामग्री जारी करना दूसरी उत्पादन प्रक्रिया तीसरी उत्पादन प्रक्रिया चौथी उत्पादन प्रक्रिया फिर उत्पाद को उत्पादन प्रक्रिया से गोदाम में ले जाना फिर गोदाम से इसे बाजार में ले जाना पड़ता है तो ये विभिन्न गतिविधियां है और इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास कार्यालय के लोग भी होते हैं जो मदद करते हैं निश्चित आय स्थिर लागत होती है आप विज्ञापन भी करते हैं जो कभी कभी स्थिर लागत होती है यदि यह स्थिर लागत होती है सामान्यतया विज्ञापन स्थिर लागत नहीं होती है लेकिन ऐसा हो सकता है की गोदाम की बिजली की लागत स्थिर लागत होगी इसका मतलब है कि विभिन्न उत्पादों की खपत हम जिन उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं उनके द्वारा स्थिर लागत का उपभोग समान नही है एक नही है उदाहरण के लिए आप इस बड़े हॉल इस बड़े गोदाम का निर्माण करते हैं और इस बड़े गोदाम की रखरखाव की लागत कितनी है ₹50000 और इस बड़े गोदाम में आप केवल 5000 इकाइयों को रखते हैं तब प्रति इकाई लागत कितनी होने जा रही है यह ₹10 होगी इस गोदाम की रखरखाव की लागत लेकिन अगर आप इस गोदाम में 50000 इकाइयों को रखते हैं तब यह लागत कितनी होने जा रही है यह एक रुपए प्रति इकाइयां होगी इसलिए अगर आप एक उत्पाद की 50000 इकाइयों को रख रहे हैं और दूसरे उत्पाद की 5000 इकाइयों को रख रहे हैं तब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों ही स्थितियों में आपकी प्रति इकाई स्थिर लागत समान है यह समान नहीं है इसे उत्पादन की कुल मात्रा के अनुपात में होना होगा क्योंकि प्रति इकाई स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा के साथ विलोम संबंध रखती है अब मैं इन गतिविधियों के बारे में बात करूंगा 1 से 50 तक की गतिविधियां और ये 50 गतिविधियां अधिकतम है जब आप लाल कलम का निर्माण कर रहे हैं हां जब आप लाल कलम का निर्माण कर रहे हैं तब आपको ये सभी 50 गतिविधियां करनी होगी अगर मैं बैंगनी कलम का निर्माण कर रहा हूं तब निश्चित रूप से मुझे सभी 50 गतिविधियां करनी होंगी लेकिन जब सिर्फ नीली कलम का उत्पादन हो रहा हो आप सिर्फ काली कलम का उत्पादन कर रहे हैं और नीली कलम के मामले में आपको सिर्फ एक से तीस गतिविधियां ही करनी होंगी आप बची हुई 20 गतिविधियों को नहीं करेंगे काले कलम के मामले में हम एक से लेकर 35 गतिविधियों को करेंगे हम बची हुई 15 गतिविधियों को नहीं करेंगे नीली कलम की लागत में हम बची हुई 20 गतिविधियों की लागत को क्यों जोड़े हम इन 20 गतिविधियों को इस कलम में उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इन्हें इसमें क्यों जोड़ा जाए और काली कलम के मामले में हम इन 15 गतिविधियों की लागत को क्यों जोड़े हमें इन 15 गतिविधियों की लागत को नहीं जोड़ना चाहिए इन अतिरिक्त गतिविधियों का उपयोग हम केवल विशेष उत्पादों के निर्माण के लिए करते हैं विशेष कलमों के निर्माण के लिए अतः हमें इस लागत को केवल उन्हीं उत्पादों में जोड़ना चाहिए न कि व्यापक पैमाने पर निर्मित किए जाने वाले उत्पादों में ठीक है इसलिए इस मामले में हमें इस कमजोरी को दूर करना होगा हमें अपने लागत प्रणाली की इस दोष को दूर करना होगा और फिर हमें एक अलग लागत प्रणाली का उपयोग करना होगा जिसे हम गतिविधि आधारित लागत कहते हैं किसी भी संगठन या फॉर्म में की जाने वाली सभी गतिविधियों की पहचान की जाती है और फिर हम यह देखेंगे कि हमारे द्वारा निर्मित किए जा रहे चारों उत्पादों में से कौन सा उत्पाद सभी 50 गतिविधियों का उपभोग करता है और कौन सा उत्पाद 40 कौन सा 30 और कौन सा उत्पाद 20गतिविधियों का उपभोग करता है और तदनुसार लागत पत्रक बनाते समय या प्रति इकाई लागत की गणना करते समय कुल स्थिर लागत को उत्पादों में आवंटित किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया में हमारे पास दो प्रकार की लागते हैं परिवर्तनीय लागत और स्थिर लागत जहां तक परिवर्तनीय लागत का सवाल है तो इसमें कोई भी समस्या नहीं है यदि आप अधिक उत्पादन करेंगे अधिक निर्माण करेंगे तब आप अधिक सामग्री का उपयोग करेंगे आप अधिक श्रम का उपयोग करेंगे आप अधिक उपरिव्यय का उपयोग करेंगे लेकिन जहां तक स्थिर लागत का सवाल है जब आप उत्पादन की मात्रा बढ़ायेंगे तब प्रति इकाई स्थिर लागत घट जाएगी अतः परिवर्तनीय लागत के साथ कोई समस्या नहीं है हम इस लागत को उसी तरह बाटेंगे जैसे पिछले लागत प्रणाली यानी अवशोषण लागत प्रणाली या कुल लागत प्रणाली में बांटते थे दोनों ही मामलों में परिवर्तनीय लागत के आवंटन की प्रक्रिया समान है इसमें कोई भी दोष या कमी नहीं है लेकिन यहां एक दोष आ जाता है जहां तक स्थिर लागत का प्रश्न है तो इन दोनों लागत प्रणालियों यानी अवशोषण लागत प्रणाली और गतिविधि आधारित लागत प्रणाली के बीच अंतर है आपको लागत पत्रक या लागत विवरण या कुल लागत प्रणाली के स्थान पर गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को अपनाकर अधि मूल्य अधि लागत या न्यून लागत की समस्या का समाधान करना होगा और फिर आप विभिन्न उत्पादों की उत्पादन लागत वास्तविक उत्पादन लागत की निश्चित गणना कर पाएंगे अब ABC को लागू करने की कुछ पूर्व आवश्यक शर्तें हैं क्या सभी कंपनियों और सभी विनिर्माण संगठनों में इसे लागू किया जा सकता है नहीं यह सच नहीं है सभी संगठनों में इसे लागू करना संभव नहीं है इसे कुछ विशेष संगठनों कुछ विशेष विनिर्माण संगठनों यहां तक की सेवा संगठनों में भी लागू करना संभव है जहां दो आवश्यक शर्तें पूरी होती हों पहली शर्त क्या है पहली शर्त यह है कि उत्पादों की संख्या उत्पादों की संख्या की मैं बात कर रहा हूं निर्मित किए जाने वाले उत्पादों की संख्या के बारे में आप कह सकते हैं कि इसे ज्यादा होना चाहिए मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यह कम से कम दो से अधिक होनी चाहिए जब आप विविध उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं ऐसी स्थिति में आप ABC को लागू कर सकते हैं इसे अपना सकते हैं और दूसरी शर्त यह है कि स्थिर लागत की मात्रा अत्यधिक होनी चाहिए जब स्थिर लागत की मात्रा या राशि बहुत ज्यादा होगी और आप विविध उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जो 2 से ज्यादा हैं यानी तीन चार पांच वहां इस प्रकार के संगठनों में ABC को लागू किया जा सकता है अगर स्थिर लागत की मात्रा अत्यधिक नहीं है तब इस प्रकार की लागत प्रणाली को लागू करने का कोई भी मतलब नहीं है और अगर हम सिर्फ एक या दो उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तब किसी भी तरीके से स्थिर लागत का आवंटन कर सकते हैं इसलिए इतनी जटिल प्रणाली को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कार्यान्वयन ABC का कार्यान्वयन किसी भी संगठन में गतिविधि आधारित लागत प्रणाली का कार्यान्वयन बहुत ही महंगा है किसी भी फॉर्म में इस लागत प्रणाली की रचना करना 1 से लेकर 50 तक की सभी गतिविधियों की पहचान करना और फिर उन गतिविधियों से जुड़ी सभी लेन देनो की पहचान करना यह बहुत ही महंगा है अतः सभी गतिविधियों की पहचान सभी कारकों की पहचान फिर प्रति कारक लागत की पहचान और फिर कुल लागत की पहचान ये सभी आसान कार्य नहीं है हमें ऐसे सलाहकारों को नियुक्त करना होगा जो इस गतिविधि आधारित लागत की अवधारणा को अच्छे से जानते हैं उनका शुल्क बहुत ही ज्यादा होता है और हमें इस प्रणाली में गणना की प्रक्रिया को लगातार बदलते रहना पड़ता है अतः यह प्रणाली बहुत ही ज्यादा चीजों की मांग करती है एक बार जब इस लागत प्रणाली को अपना लिया जाता है तब संस्था में इस लागत प्रणाली की नियंत्रण प्रणाली को संभालने वाला व्यक्ति अगर संस्था छोड़कर कभी चला जाता है तब उसकी जगह आने वाले नए व्यक्ति को इस पूरी प्रणाली को समझने में कि इसे कैसे अपनाया गया है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इसलिए अगर कंपनी के उत्पादन की मात्रा बहुत ज्यादा है यह एक बड़े पैमाने की कंपनी है या संगठन है या कम से कम मध्यम पैमाने का संगठन है और दोनों आवश्यक शर्ते पूरी होती हों अगर वे विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि काली कलम नीली कलम लाल कलम और बैंगनी कलम का उत्पादन हम कर रहे थे ठीक है यानी आप कह सकते हैं कि पहली आवश्यक शर्त पूरी होती है और दूसरी शर्त यह थी कि स्थिर लागत बहुत ज्यादा होनी चाहिए अतः अगर आप गतिविधि आधारित लागल प्रणाली को नहीं अपनाते हैं और विविध उत्पादों का निर्माण करते हैं तब अधि लागत या न्यून लागत की समस्या आएगी अतः जहां आपको इस लागत प्रणाली को लागू करना है या इसे अपनाना है वहां पहले आपको इन दो आवश्यक शर्तों को देखना होगा इस तकनीक या लागत प्रणाली को सभी जगह लागू करना संभव नहीं है इसे सभी फर्मो में सभी संस्थाओं में सभी विनिर्माण संगठनों में लागू करना संभव नहीं है यह करीब करीब असंभव है अतः इस पूरी प्रक्रिया में हम इसी के बारे में जानेंगे की गतिविधि आधारित लागत प्रणाली क्या है हम इस प्रणाली को कैसे लागू कर सकते हैं इस प्रणाली को लागू करने की पूर्व आवश्यक शर्तें क्या है और इसे लागू करने वाली कंपनियों या संस्थाओं में हम इसके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं मूलतः जब आप ABC प्रणाली की रचना करते हैं या इसे अपनाते हैं तब हम विभिन्न प्रकार की परतों की रचना करते हैं ये अलग अलग परतें हैं आप कह सकते हैं कि अलग अलग परतें इस प्रकार विभाजित हैं ये खिलाड़ी हैं और फिर ये परतें हैं और फिर ये हमारे पास खिलाड़ी हैं ठीक है यह हर समय आवश्यक नहीं है कि आप अर्थात आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंचे कि यह सही लागत है यही निश्चित लागत है जिसे हमें गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को अपनाकर पाना है लेकिन इस बिंदु तक पहुंचना और विभिन्न उत्पादों की लागत की गणना करते समय इतनी शुद्धता को प्राप्त करना यह सभी संगठनों के लिए संभव नहीं है अतः अगर आप यहां तक पहुंचने में सफल होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अपने लक्ष्य को भेद लिया है परंतु अगर कभी कभी किसी संस्था या कंपनी में यह संभव नहीं है इतनी आगत देना संभव नहीं है इतनी लागत वहन करना संभव नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप ABC यानी गतिविधि आधारित लागत प्रणाली की शुरुआत कर सकते हैं आप सभी एक से 50 गतिविधियों की पहचान न करके सिर्फ 1 से 30 प्रमुख गतिविधियों की शुरू में पहचान कर सकते हैं इसलिए अगर आप कम से कम इतना भी करते हैं तब आप पहले बाहरी चक्र तक पहुंच जाते हैं और फिर अगली बार आप कुछ और सुधार करते हैं और 40 गतिविधियों की पहचान करते हैं और अगली बार आप कुछ और गतिविधियों की पहचान करते हैं और 45 तक पहुंच जाते हैं और फिर अंत में हम इतना कुशल हो जाते हैं कि हम यह सीख लेते हैं कि इस प्रणाली को कैसे लागू करना है और आप फिर उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं और अपने लक्ष्य को भेद लेते हैं कि हां हम अपनी प्रणाली को ठीक करना चाहते हैं हम इस प्रणाली को लागू करना चाहते हैं और अब हम इस स्थिति में हैं कि हम अधि लागत या न्यून लागत की समस्या को दूर कर सकते हैं अब हम किसी उत्पाद की कुल लागत की गणना उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले परिवर्तनीय लागत और आनुपातिक रूप से उपभोग किए जाने वाले स्थिर लागत के आधार पर करेंगे अब हम इस प्रकार लागत की गणना करेंगे अर्थात वास्तविक अर्थों में ABC प्रणाली तभी लागू मानी जाएगी जब आप इस बिंदु तक पहुंचेंगे ठिक हैं परंतु पहले ही प्रयास में इस बिंदु तक पहुंचना आवश्यक नहीं है पहले आप इस चक्र तक पहुंचते हैं इसके पश्चात आप दूसरे चक्र तक पहुंचते हैं फिर आप इस चक्र तक पहुंचते हैं और फिर आप चौथे चरण में इस सबसे भीतरी चक्र तक पहुंचते हैं और अपने लक्ष्य को भेदते हैं चुकी यह प्रक्रिया या प्रणाली बहुत जटिल है इसलिए सभी गतिविधियों को करने में समय लगता है अतः ऐसे मामलों में हमें ABC प्रणाली लागू करते समय अत्यधिक सावधान रहना होगा अर्थात गतिविधि आधारित लागत प्रणाली में हम विभिन्न गतिविधियों को पहले पहचानते हैं फिर हम उसके विभिन्न निर्धारकों को पहचानते हैं अर्थात हम इससे संबंधित लेनदेन को पहचानते हैं शायद अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो एक कारक उत्पादन की मात्रा या इकाइयों की संख्या हो सकती है यानी अगर आप सामग्री के वितरण के बारे में बात कर रहे हैं तो दूसरा निर्धारक उत्पादन की इकाइयां या सामग्री की कुल लागत हो सकती है ठीक है या शायद वित्त की कुल लागत या आप इसे कुछ अन्य नाम भी दे सकते हैं जिसे संख्या में प्रदर्शित किया जा सके इसका मतलब है कि कई प्रकार के निर्धारक होते हैं कुछ संख्या निर्धारक होते हैं कुछ लेनदेन निर्धारक होते हैं और फिर कुछ ऐसे निर्धारक होते हैं जिसे आप उत्पाद बरकरार रखने वाले निर्धारक कहते हैं जो सिर्फ कुछ चुनिंदा और विशेष उत्पादों के लिए होते हैं अतः मोटे तौर पर निर्धारक संख्याएं हो सकते हैं या वे लेन देन निर्धारक हो सकते हैं या कहें कि वे घंटे हो सकते हैं इसे समय से संबंधित निर्धारक कहते हैं अतः लेनदेन इकाई से संबंधित निर्धारक है और समय निर्धारक किसी संस्था में काम करने वाले कुल कर्मचारियों या श्रमिकों की संख्या से संबंधित निर्धारक है अब उदाहरण के लिए खरीद बिक्री विभाग में 5 लोग काम कर रहे हैं और वे एकदम अलग प्रकार की खरीद गतिविधि का काम कर रहे हैं अतः ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वह उत्पाद ए से संबंधित काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं अर्थात नीली कलम के लिए सबसे ज्यादा फिर उससे थोड़ा कम काली कलम के लिए और फिर बैंगनी कलम के लिए और फिर अंत में लाल कलम के लिए इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि इन 5 लोगों ने कितना समय काले कलम की सामग्री खरीदने के लिए नीले कलम की सामग्री खरीदने के लिए और फिर लाल कलम की सामग्री खरीदने के लिए और अंत में बैंगनी कलम की सामग्री खरीदने में लिया है या उपभोग किया है हमें यह भी पता लगाना होगा कि कुल लागत की गणना कैसे करनी है और कुल स्थिर लागत को कैसे ज्ञात करेंगे और कुल लागत को इन चार अलग अलग उत्पादों को कैसे आवंटित करेंगे तो अब हमें विभिन्न उत्पाद गतिविधियों की पहचान करनी होगी हमें विभिन्न निर्धारकों की पहचान करनी होगी और फिर अंत में हमें इस प्रणाली को लागू करना होगा अतः इस प्रणाली को लागू करने के अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्या है इस प्रणाली को लागू करने के महत्वपूर्ण आवश्यक शर्तें क्या है यह प्रणाली कैसे काम करती है और अंत में जब हम किसी संगठन में इस प्रणाली को लागू करते हैं तो यह कैसा दिखता है यह सब मैं अब अगली कक्षा में चर्चा करूंगा वर्तमान में यह गतिविधि आधारित लागत पर एक प्रारंभिक चर्चा है आगे आने वाली कक्षाओं में मैं आपको अगले स्तर पर ले जाऊंगा और एक बार जब हम ABC की अवधारणा के बारे में वैचारिक रूप से स्पष्ट हो जाएंगे तब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और फिर यह जानेंगे कि किसी निर्माण या सेवा संगठन में गतिविधि आधारित लागत प्रणाली को कैसे लागू करना है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद